इस व्याख्यान में हम मॉड्यूल या माड्यूल्स क्या होता है फिर मॉड्यूलर डिजाइन फिर मॉड्यूलरिटीडिज़ाइन फॉर मॉडुलरिटी और फिर डिज़ाइन फॉर मॉड्यूलरिटी आर्किटेक्चर समझने की कोशिश करेंगे तो मॉड्यूलर डिजाइन जिसे हम पिछले व्याख्यान में देख चुके हैं एक बार फिर संक्षिप्त में समझते है मॉड्यूलर डिजाइन एक डिजाइन तकनीक है जिसका उपयोग समान घटकों का उपयोग करके जटिल उत्पादों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है या हम इसे सरल सबअसेम्बली के रूप में भी लिख सकते हैं यह एक डिजाइन तकनीक है जिसका उपयोग समान घटकों या सरल सबअसेम्बली का उपयोग करके जटिल उत्पादों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है मॉड्यूलर डिजाइन को ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जो की विशेष प्रकार के कार्य करने वाली यूनिट्स का निर्माण करती है और फिर विभिन्न प्रकार के फ़ंक्शन प्रदान करने के लिए इन यूनिट्स को एक साथ जोड़ देती है तो उदाहरण के लिए यदि हम एक पूर्ण उत्पाद लेते हैं हम उत्पाद को कई छोटी सबअसेम्बलीओं सबअसेम्बली 1 सबअसेम्बली 2 सबअसेम्बली 3 और सबअसेम्बली 4 में विभाजित करते हैं इसलिए प्रत्येक सबअसेम्बली का एक पूर्वनिर्धारित कार्य होता है तो इसका क्या फायदा है इसका यह फायदा होने वाला है कि यदि कोई एक फंक्शन विफल हो जाता है तो इसे हम हटा सकते ताकि बाकि सारे पुराने पार्ट्स अपना पूर्व निर्धारित कार्य बरकरार रख सके इसलिए असतत कार्य करना और फिर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए इकाइयों को एक साथ जोड़ना मॉड्यूलर उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले घटकों में ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जो उन्हें एक जटिल उत्पाद बनाने के लिए एक साथ युग्मित करने में सक्षम बनाती हैं इसलिए पहले एक जटिल उत्पाद लिया जाता है यही कारण है कि कॉन्करेन्ट इंजीनियरिंग चरण में भी एक डिज़ाइन इंजीनियर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि जब कार्यात्मक प्रोटोटाइप विकसित हो रहा होता है तो इसे अलग अलग वर्गीकृत किया जा सकता है यह एक असेम्बली हो सकती है जिन लोगों को यह कल्पना करना मुश्किल हो रहा है वो अपने लैपटॉप का उदाहरण ले सकते है जिसमेअलग से एक रैम हैअलग से बैटरी हैअलग से अन्य हार्डवेयर हैं तो अगर आप की बैटरी ख़राब हो जाती है तो आप सिर्फ उसे बदल सकते है तो यह रैम है ये एक अन्य हार्डवेयर हैं इसलिए आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसे बदल सकते हैं और दूसरी बात यह है कि आप केवल उस विशेष पार्ट को भी अपग्रेड कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं और फिर भी वह लैपटॉप पहले जैसा कार्य कर सकता है इसलिए वे कहते हैं कि मॉड्यूलर उत्पादों में ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जो उन्हें एक जटिल उत्पाद बनाने के लिए एक साथ युग्मित करने में सक्षम बनाती हैं मॉड्यूलर डिजाइन को ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जो की विशेष प्रकार के कार्य करने वाली यूनिट्स का निर्माण करती है फिर विभिन्न प्रकार के फ़ंक्शन प्रदान करने के लिए इन यूनिट्स को एक साथ जोड़ देती है मॉड्यूलर डिजाइन घटकों के बीच पारस्परिक क्रियाओं को कम करने पर जोर देता है जो घटकों को स्वतंत्र रूप से डिजाइन और उत्पादित करने में सक्षम करता है तो अब मैं उसी उदाहरण पर वापस जाऊंगा अब क्या हो रहा है क्योंकि यह SA1 SA2 SA3 और SA4 के मानकों के रूप में स्थापित है ये चार भाग हैं चार अलग अलग हिस्से हैं जहां यह कार्यात्मक उपयोग के आधार पर भिन्न है तो अब यह क्या हो रहा है यह पार्ट अकेला है इसलिए आप इसे अलग से बना सकते हैं और आप इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र में रख सकते हैं और कह सकते हैं कि यदि कोई उद्योग केवल इस भाग का उत्पादन करने के लिए इच्छुक है तो वह प्रतिस्पर्धा कर सकता है इसलिए इस वजह से इस असेंबली का प्रदर्शन बहुत तेजी से बढ़ा है और लागत में भी कमी आई है और जब वे ऐसा करते हैं तो वे इन घटकों को स्वतंत्र रूप से डिजाइन और निर्मित करने में सक्षम बनाते है मॉडुलरिटी के लिए डिज़ाइन किये गए प्रत्येक घटक को एक या एक से अधिक फ़ंक्शन का सहयोग करना चाहिए यह केवल एक फ़ंक्शन नहीं है आप एक या एक से अधिक फ़ंक्शन भी चुन सकते हैं फिर घटकों को एक उत्पाद बनाने के लिए एक साथ संरचित किया जाता है वे एक बड़े और एक सामान्य फ़ंक्शन को एक साथ संरचित करने का समर्थन करेंगे ठीक हैं यह उत्पाद फ़ंक्शन का विश्लेषण करने और इसे उप कार्यों में विघटित करने के महत्व को दर्शाता है जो विभिन्न कार्यात्मक मॉड्यूल द्वारा संतुष्ट हो सकते हैं मॉड्यूल एक बड़ी प्रणाली के लिए संरचनात्मक रूप से स्वतंत्र बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित इंटरफेस हैं उसी उदाहरण SA1 SA2 SA3 और SA4 पर वापस जाता हूं तो आप यहां देख सकते हैं कि प्रत्येक में अलग अलग कार्य होंगे और यदि आप अलग अलग कार्य करना शुरू करते हैं तो आपके पास बहुत सारे घटक होंगे तो अब वे यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कृपया अधिक से अधिक फंक्शन्स को एकीकृत करने की कोशिश करें अंतिम है एक उचित इंटरफ़ेस बनाने की कोशिश कहने का मतलब है कि जब मैं इसे विघटित करता हूँ और मैं इसे जोड़ता हूं तो इसमें बहुत जटिल चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए और जब भी मैं इंटरफ़ेसजोड़ने की कोशिश करता हूं तो इसे मुझे सर्वश्रेष्ठ आउटपुट तीव्रता से देना चाहिए क्योंकि उनके पास निम्नलिखित विशेषताों वाले मॉड्यूल हैं वे सहकारी उप प्रणाली हैं जो उत्पाद निर्माण प्रणाली और इन सब को बनाती हैं कार्यात्मक परस्पर क्रियाएं किसी अन्य मॉड्यूलके बीच होने के बजाय एक मॉड्यूल के भीतर होना बहुत महत्वपूर्ण होती है इसलिए एक फ़ंक्शन को यहां नहीं जोड़ा जाना चाहिए और फिर यहां आपके पास कई फंक्शन्स हो सकते हैं जैसे FA1 FA2 FA3 लेकिन इन सभी चीजों को एक ही सब असेम्बली के अंदर एकीकृत होना चाहिए उनके पास एक या एक से अधिक अच्छी तरह से परिभाषित फंक्शन्स होते हैं जिन्हें सिस्टम से अलग करके परीक्षण किया जा सकता है और जो की मॉड्यूल के घटकों से मिलकर बने होते है इसका मतलब है यह कहना है कि जब मैं बाजार से SA2 या SA3 खरीदता हूं जब मैं परीक्षण करता हूं तो इसका अपना विनिर्देश होना चाहिए और मुझे इसके विनिर्देश और कार्यक्षमता का परीक्षण करने में सक्षम होना चाहिए वे स्वतंत्र और स्वयं निहित हैं और समग्र फ़ंक्शन को प्राप्त करने के लिए अन्य मॉड्यूल के साथ जोड़कर संरूपित किया जा सकता है प्रोडक्ट डिज़ाइन डिज़ाइन प्रोब्लेम्स प्रोडक्शन सिस्टम्स या तीनों क्षेत्रों में मॉड्यूलरिटी लागू की जा सकती है मॉड्यूलर उत्पाद ऐसे उत्पाद हैं जो विभिन्न बिल्डिंग ब्लॉक या मॉड्यूल के संयोजन के माध्यम से विभिन्न समग्र कार्यों को पूरा करते हैं इस अर्थ में कि उत्पाद द्वारा किए गए समग्र फ़ंक्शन को उप कार्यों में विभाजित किया जा सकता है जिन्हें विभिन्न मॉड्यूल या घटकों द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है मॉड्यूलर उत्पाद का एक महत्वपूर्ण पहलू एक मूल कोर यूनिट का निर्माण है जिसमें विभिन्न तत्वों को फिट किया जा सकता है उदाहरण के लिए यदि आप एक पीसीबी लेते हैं तो आपके पास ट्रांजिस्टर हो सकता है आपके पास रेसिस्टर हो सकता है आपके पास डायोड हो सकता है ये सभी चीजें आपके पास हो सकती हैं मॉड्यूलर उत्पाद एक बेसिक कोर यूनिट का निर्माण होता है जिसमें विभिन्न तत्व होते हैं ये सभी चीजें अलग अलग तत्व होती हैं जिन्हें पीसीबी से जोड़ा जा सकता है आपको बाजार में एक अलग मॉड्यूल के रूप में एक पूरा पीसीबी मिलता है और इसे आपस में जोड़ा जा सकता है इस प्रकार एक ही मॉड्यूल के विभिन्न संस्करणों को सक्षम करने के लिए उत्पादन किया जाता है यही कारण है कि आप कार कंपनियों या ऑटो कंपनियों को देखते हैं वे हमेशा कहते हैं कि यह हमारा बेसिक मॉड्यूल है ठीक है बेसिक मॉड्यूलमें टायर होगा इंजन और अन्य सभी चीजें होंगी और फिर वह कहते है कि बाकी सभी चीजें वह इसमें जुडी होंगी उदाहरण के लिए एसी एक अतिरिक्त इकाई होगा स्पीकर एक अतिरिक्त इकाई होगा पावर स्टीयरिंग एक अतिरिक्त इकाई होगा और पावर विंडो एडजस्टिंग एक अतिरिक्त इकाई होगाएयर बैग्स एक अतिरिक्त इकाई होंगे तो इस प्रकार एक ही मॉड्यूल विभिन्न संस्करणों को उत्पादित करने में सक्षम बनाता है तो आप जिस कार का उत्पादन कर सकते हैं वह कई उच्चतर सिरों तक जा सकता है जैसा भी आप चाहते है तो सभी कार कंपनियां ऑटो कंपनियां उपभोक्ता उत्पाद कंपनियांसॉफ्टवेयरस्मार्टफोन और ऐप ये सभी मॉड्यूलर अवधारणाओं का पालन करते हैं सॉफ्टवेयर सर्च इंजिन्स भी मॉड्यूलर अवधारणाओं का पालन करते हैं जिन्हें वे दो चीजों में विभाजित करते हैं एक जो की सभी के लिए खुलामुफ्त होता है इसलिए वे उपयोगकर्ताओं को अपने सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते हैं और वे कहते हैं कि यदि आप अच्छे संस्करण का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको भुगतान करना पड़ता है तो वे मॉड्यूलर स्पष्ट रूप से भेद करने और संस्करणों को बढ़ाने में सक्षम हैं मॉडुलरिटी के लिए डिजाइन की समस्याओं को सरलता पूर्वक सुलझाए जा सकने वाली उप समस्याओं के समूह में तोड़ा जा सकता है तो यह वही है इसलिए जब भी हम कोई उत्पाद बनाते हैं या जब हम कोई परियोजना बनाते हैं तो हम एक उद्देश्यपूर्ण विवरण लिखते हैं और इस उद्देश्यपूर्ण विवरण की प्रकृति सामान्य ही होगी जो परियोजना के सभी प्रमुख बिंदुओं या प्रमुख विशेषताओं को सम्मिलित करता है तो आगे हम क्या करते है यदि हम कई छोटे माइलस्टोंस में विभाजित करते हैं तो ये माइलस्टोंस समय सीमा के साथ जुड़े होंगे तो आपके पास एक माइलस्टोन हो सकता है और फिर आपके पास एक सबमाइलस्टोन हो सकता है तो क्या होता है अभी आपने पूरी परियोजना को टाइमफ्रेम के साथ कई छोटे सबमाइलस्टोन में विभाजित किया है ताकि अब आप समस्या को बहुत आसानी से हल करने का प्रयास कर सकें मान लीजिए अगर आपको माइलस्टोन नहीं मिले हैं तो तुरंत आप जान सकते है की गलती कहा है तो मॉडुलरिटी के लिए भी यह उसी अवधारणा का अनुसरण करता है जिसमे एक समस्या को आसान उप समस्याओं के समूह में तोड़ दिया जाता है कभी कभी जटिल समस्याओं को आसान उप समस्याओं में परिवर्तित कर दिया जाता है जहां एक उप समस्या के समाधान में एक छोटे से परिवर्तन से अन्य उप समस्या समाधान में परिवर्तन हो सकता है उदाहरण के लिए यदि मैं पहिया टायर टायर की चौड़ाई को बदलने की कोशिश करता हूं तो वाहन का संपूर्ण प्रदर्शन उच्च या निम्न हो जाता है अगर मैं एक टायर के साथ एक चौड़ा टायर लेता हूं जिसमें स्वाभाविक रूप से एक बड़ा संपर्क क्षेत्र होता है तो माइलेज कम हो जाता है तो यह क्या है की कभी कभी एक जटिल समस्या को आसान उप समस्याओं में बदला जा सकता है जब एक उप समस्या के समाधान में एक छोटा सा परिवर्तन अन्य उप समस्या समाधान में परिवर्तन का कारण बन सकता है तो ऐसे में सावधान रहें इसका मतलब यह है कि अपघटन के परिणामस्वरूप एक समस्या कार्यात्मक रूप से निर्भर उप समस्याएं में बदल जाती है हमें इस बिंदु पर ध्यान देना चाहिएकार्यात्मक रूप से निर्भर उप समस्याएं इसलिए कार टायर कार्यात्मक रूप से निर्भर होने का उदाहरण था जो मैंने इंजन के प्रदर्शन के संबंध में दिया था एक तीन चरण कार्यप्रणाली को डिज़ाइन फॉर मॉडुलरिटी के लिए तैयार किया जा सकता है मॉड्यूलर अवधारणाओं का उपयोग करके जटिल उत्पादों के विकास के लिए भी तैयार किया जा सकता है यह कार्यप्रणाली असेंबली के लिए डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिज़ाइन के निर्धारित मानदंडों से मेल खाती है तो यहां हम डिज़ाइन फॉर मॉडुलरिटी आर्किटेक्चर देखेंगे तो चरण 1 डिकम्पोजिशन एंड डिज़ाइन फॉर मॉडुलरिटीहै तो यहाँ हमारे पास है फीचर बेस्ड एंड वैरिएंट डिज़ाइन होगा उदाहरण के लिए आप एक कार लेते हैंजो कई रंगों में उपलब्ध हैं कंपनी इसे लाल रंग नीले रंग हरे रंग आदि में बनाती हैं इन्हे वेरिएंट कहा जाता है या आप एक मानक मॉडल कह सकते हैं तो आपके पास एक मॉडल है जो एसी के साथ संलग्न है जो एक ऑडियो सिस्टम वेरिएंट के साथ है पूरी कार फीचर आधारित है जिसे आप फीचर बेस में विभाजित कर रहे हैं उदाहरण के लिए ठंडा करने के लिए हमारे पास एक एयर कंडीशनर है संगीत के लिए हमारे पास एक म्यूजिक सिस्टम है तो यह एक फीचर है आप फीचर को बदल सकते हैं उदाहरण के लिए X कंपनी से आप Y कंपनी पे जा सकते हैं X वॉच से आप Y वॉच पर जा सकते हैं तो यहाँ ऑडियो सिस्टम एक फीचर या विशेषता है वेरिएंट कुछ छोटे बदलाव हैं तो फिर यह प्रारंभिक अनुमानित लागत होगी जो कि पूर्ण अनुमान नहीं है और फिर आपके पास मॉडुलर डिज़ाइन इम्पैक्ट एनालिसिस तो ये सभी चीजें परस्पर जुड़ी हुई हैं और यह फीचर डिज़ाइन क्लासिफिकेशन एंड GT डाटा बेस DB फॉर मॉड्यूल्स एंड प्रोडक्ट टेम्पलेट्सclassification and GT Data Base DB for modules and product templates के साथ जुड़ा हुआ है यह ज्यामितीयकार्यात्मकभौतिक और पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ है ये वे वर्गीकरण हैं जो ज्यामितीयकार्यात्मकभौतिक और पदार्थ के आधार पर किए जाते हैं क्योंकि अंतिम उत्पाद में पदार्थ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है फिर यह एक भौतिक रूप है यह एक कार्यात्मक रूप है फिर ज्यामिति है इसलिएअब इन सभी चीजों की कोडिंग की जाती है वे इस पर एक कोडिफ़ीकेशन करते हैं और फिर वे यह आउटपुट प्राप्त करते है इसलिए यहाँ आपको मुझे क्षमा करना पड़ेगा इसलिए मैं यहां एक स्टार लगाऊंगा और फिर जारी रखूंगा तो यह इस तरह से जाएगा और आपके पास ब्लॉक डायग्राम में यह कांसेप्ट डिकम्पोजिशन है फिर आपके पास है मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स इंटरफ़ेस एनालिसिस तो यह यहाँ जारी है इन सभी को पहले चरण में एक साथ रखा जाता है यहाँ मॉड्यूलर इम्पैक्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग से जुड़ा हुआ है और यह भी पहले चरण में है आइए हम चरण II को समझने की कोशिश करते हैं जो की डिजाइन फॉर असेंबली है तो डिजाइन फॉर असेंबली में हमारे पास कस्टमर फीडबैक या कस्टमर नीड है फिर हमारे पास टारगेट स्पेसिफिकेशन है उसके बाद हमारे पास है जनरेट प्रोडक्ट कांसेप्ट और फिर हमारे पास डिज़ाइन फॉरअसेंबली रूल्स है इसे DFA कहा जाता है इसलिए हमारे पास स्ट्रक्चरल डिकम्पोजिशन है फिर कस्टमर नीड्सहै यहाँ टारगेट से एक लिंक DFA को जा रही है और यहाँ से हम प्रोडक्ट कांसेप्ट में आते हैं और फिर यहाँ से हम यहाँ जुड़ जाते हैं तो प्रोडक्ट कांसेप्ट फिर कस्टमर नीड यहाँ से टारगेट पर जाते है इस तरह हम आगे और पीछे चलते हैं तोऔर फिर डिज़ाइन फॉर रूल्स के द्वारा यह पिछले चरण से जुड़ा हुआ है जो भी हमने मॉड्यूलर डिजाइन के लिए देखा था यदि आप पिछली स्लाइड पर जाते हैं तो आपने मॉड्यूलर डिजाइन देखा था तो DFA रूल्स मॉडुलर डिज़ाइन इम्पैक्ट एनालिसिस से जुड़ा होता है तो अब हम चरण III देखते हैं आपके पास DFM नियम हैं जो की कॉस्ट एनालिसिस के साथ जुड़े हुए हैं और जो की डिटेल्ड डिज़ाइन के साथ जुड़ा हुआ है और यह आगे प्रोटोटाइपिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो यह और कुछ नहीं है बल्कि डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग है तो डिज़ाइन फॉर मॉडुलरिटी को तीन क्षेत्रों या तीन चरणों में विभाजित किया गया है चरण I चरण II और चरण III कार्यप्रणाली से जुड़े कुछ प्रमुख लाभों में सटीकता और दक्षता की वृद्धि और नए कार्यक्रमों के लिए मौजूदा डिजाइन का पुन उपयोग शामिल है तो यही बात में पहले आप को बताने की कोशिश कर रहा था लाइब्रेरी फंक्शन्स फॉर सब अस्सेम्ब्लीज़ CAD लाइब्रेरी में बनाया जाता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि एक CAD मॉडल में आप देखते हैं कि लोग टायर के बारे में अलग से बात करते है नटके बारे में अलग से बोल्ट के बारे में अलग से तो आपको बस इतना करना है कि नट और बोल्ट को कॉल करें तो फिर लाइब्रेरी फ़ंक्शन पहले से ही किसी विशेष सबअसेम्बली के लिए पूर्व निर्धारित होता है सबअसेम्बली एक फ़ंक्शन के साथ जुडी होती है इसलिए जब आप मॉड्युलैरिटी का पालन करते हैं तो इसके द्वारा पहले से मौजूद लाइब्रेरी फ़ंक्शंस को कॉल करना आसान होता है तो आपके उत्पाद के जीवन चक्र का समय बहुत तेज़ी से बढ़ता है या यह बहुत हद तक कम हो जाता है या तेजी से विनिर्माण हो सकता है तो नए कार्यक्रमों के लिए मौजूदा डिज़ाइन का पुन उपयोग किया जा सकता है इंजीनियरिंग डिजाइन गतिविधियों में विकसित कार्यप्रणाली और प्रौद्योगिकी के एकीकरण की सम्भावना भी एक और बड़ा लाभ है मॉड्यूलर उत्पाद डिजाइन और उत्पादन की योजना बनाने की प्रक्रिया को एक समग्र इंजीनियरिंग प्रक्रिया में एकीकृत किया जाता है जिसमें उत्पाद विशेषताओं को संभव्य प्रक्रियाओं में मैप किया जाता है जो की बहुत महत्वपूर्ण है और मॉडुलरिटी का एक और बड़ा लाभ है चरण 1 में डिज़ाइन फ़ोर मॉडुलरिटी एंड क्लासिफिकेशन में हम प्रोडक्ट एंड प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन स्ट्रक्चरल एंड मॉडुलर डिकम्पोजिशन घटक और विशिष्टताओं के बीच असोसिएटिव एनालिसिस करेंगे ग्रुप टेक्नोलॉजी का वर्गीकरण और अनुप्रयोग ग्रुप टेक्नोलॉजी प्रमुख रूप से निर्माण के दृष्टिकोण से या डिज़ाइन के दृष्टिकोण से की जाती है जहाँ विनिर्माण की विशेषताओं के आधार पर ऐसे समूहों में समूहीकरण किया जाता हैजिसमें समान विशेषताएं और समान निर्माण प्रक्रिया होती है इसलिए यह समूह प्रौद्योगिकी वर्गीकरण प्रणालियों का अनुप्रयोग है जो मैट्रिक्स एसोसिएट को मापने के लिए मॉड्यूलर निर्माण का एक हिस्सा है पहले और अगले के बीच क्या संबंध है और एक सबअसेंबली और अगली सबअसेंबली के बीच क्या संबंध है तो यह असोसिएटिव मेज़र मैट्रिक्स है और यह ऑप्टिमम मॉड्यूल सिलेक्शन है तो ये सभी अपघटन विश्लेषण का हिस्सा हैं जो तब किया जाता है जब हम प्रतिरूपकता या वर्गीकरण के लिए डिजाइन लागू करते हैं मैं हमेशा एक ऑटोमोबाइल का उदाहरण देता था और अब मैं आपको एक साइकिल का उदाहरण देता हूं इसे चार या पांच सबअसेम्बलियों में विभाजित किया जा सकता है एक बाइक लॉक है दूसरा एक बूम बॉक्स है एक बैटरी है एक अटैची है तो ये सभी मॉडल हैं जिन्हें एक साइकिल से जोड़ा जा सकता है और वे स्वतंत्र कार्य कर सकते हैं बाइक का लॉक केवल लॉक हो सकता है और इसमें केवल एक ही कार्य होता है इसलिए यह लॉक हो सकता है और सुरक्षित रखने का काम करता है बूम बॉक्स वहाँ रखा गया है बैटरी इसे मैनुअल से इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करती हैआज धीरे धीरे इलेक्ट्रिक साइकिल अस्तित्व में आ रही है मैनुअल और इलेक्ट्रिक यानि कहने का मतलब है ऑटोमैटिक बैटरी से चलने वाली साइकिल फिर ब्रीफ़केस एक ऐसा स्थान है जिसमे सामान रखा जाता है तो ये सभी स्वतंत्र मॉड्यूल हैं जो आकार और कद में बहुत समान हैं यदि आप इस बैटरी बॉक्स को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप इस बैटरी बॉक्स को एक ब्रीफ़केस के साथ बदल सकते हैं जिसमें यह आपको भंडारण का स्थान देने जा रहा है असेंबली और फंक्शनल एनालिसिस के लिए प्रोडक्ट एनालिसिस डिज़ाइन जिसमे पहला है ऐसे कॉम्पोनेन्ट की पहचान करना जिसे अलग से बनाया जा सके व असेम्बल किया जा सके अगला है प्रत्येक सबकॉम्पोनेंट मॉड्यूल के लिए डिसअसेम्बली और असेम्बली के क्रम का पता करना फिर डिज़ाइन विशेषताओं के विश्लेषण के आधार पर इंटरफेस स्थापित करें उस क्रम को निर्धारित करें जिसमें अंतिम भाग का उत्पादन करने के लिए सब असेम्बलिओं को असेम्बल किया जाता है तो ये चीजें द्वितीय चरण में की जाएंगी जिसके लिए हमने योजनाबद्ध आरेख देखाथा इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो यह एक उत्पाद विश्लेषण है जहां असेम्बली और कार्यक्षमता विश्लेषण किया गया है तो आपके पास एक फ्लैट प्लेट थी तो आपके पास जोड़ने के लिए कई क्लिप हैं तब आपके पास वाशर और अन्य धारक थे तब आपके पास यह सभी फास्टनिंग एजेंट थे तो यह शाफ्ट या ऐसी किसी वस्तु को लॉक करने के लिए है यह वह कॉम्पोनेन्ट है जो पहले बनाया जा चुका है एक बार जब हम असेम्बली के लिए डिजाइन अवधारणा का उपयोग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने हिस्से कम हो गए हैं और कैसे डिजाइन अधिक फूल प्रूफ बन गयी है तो आपके पास एक तरफ लॉकिंग है और आप कई पार्ट्स को देखते हैं जो अब यहां एक ही हिस्से में एकीकृत किए गए हैं एकल भाग में कई विशेषताएं हैं और इस फास्टनर का उपयोग करके इसे माउंट किया जा सकता है और यह क्लिप है जो वहां है जिसे फास्ट किया जा सकता है तोडिज़ाइन फ़ोर असेंबली एंड फंक्शनलिटी एनालिसिस का ध्यान रखा जाता है The IIIrd phase is the design for manufacture family identification and template retrieval family identification and template retrieval is one of the advantage of the doing process analysis So family means you try to see whether it is the family can be whether it is prismatic or it is circular or you can have some other family तीसरा चरण है डिज़ाइन फ़ोर मैन्युफैक्चर जिसमे है फॅमिली आइडेंटिफिकेशन एंड टेम्पलेट रिट्रीवल परिवार की पहचान और टेम्पलेट पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया विश्लेषण के लाभों में से एक है तो परिवार का मतलब है कि आप यह देखने की कोशिश करें कि क्या यहाँ कोई विशेष गुण है जैसे प्रिस्मैटिक या सर्कुलर इत्यादि उदाहरण के लिए फास्टनिंग फॅमिली लॉकिंग फॅमिली इसी तरह से जो भी आपके पास हो तो फिर फॅमिली की पहचान क्या है क्योंकि आपके लाइब्रेरी फंक्शन में आपके पास पहले से ही यह मॉड्यूल है तो फॅमिली आइडेंटिफिकेशन टेम्पलेट रिट्रीवल आप के पास है जिसे आप पुनः प्राप्त कर सकते है इसलिए यह मॉड्यूल की प्रक्रिया के लिए समूह प्रौद्योगिकी उद्धरणों के तार्किक क्रम के प्रक्रिया विश्लेषण निर्धारण का हिस्सा है तो मूल रूप से ग्रुप टेक्नोलॉजी में हर पार्ट के लिए आप एक पार्ट संख्या देखते है तो यह पार्ट क्रमांक x x x y y y z z z हो सकते है a b c हो सकता है यह एक ऐसी प्रणाली का अनुसरण करता है जिसमें कोई अंक पार्ट क्रमांक होता है जिसे देखकर आप यह पता लगा सकते हैं कि यह किस ग्रुप टेक्नोलॉजी फॅमिली में आता है फिर मशीन और प्रोसेस की गणना की जा सकती है वेरिएंट प्रोसेस प्लानिंग भी डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है और इस पद्धति का चरण I इस अध्याय पर फोकस करता है तो चरण 1 क्या है हमने डिकम्पोजिशन एनालिसिस अपघटन विश्लेषण देखा जो कि चरण 1 है जो इस चर्चा में विस्तृत रूप से शामिल किया जाएगा चरण III प्रोसेस एनालिसिस है जिसमें हम इस चरण से जुड़े विनिर्देश शामिल करने जा रहे हैं जो कि नीड एनालिसिस रिक्वायरमेंट एनालिसिस है जब कस्टमर की नीड एनालिसिस हो जाती है उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिसउसके बाद आपके पास है कांसेप्ट एनालिसिस और फिर आपके पास है कांसेप्ट इंटीग्रेशन तो ये चार चीजें चरण III का हिस्सा हैं इसलिए नीड एनालिसिस फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो यहाँ आप एक ब्रैकेट डिज़ाइन देख सकते हैं जो पहले किया गया था और अब आप देख सकते हैं कि यह बाद में कैसे किया गया है तोआप देखते हैं कि डिजाइन में बदलाव है डिजाइन में एक बदलाव है और आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट डिजाइन को ऐसे बदला गया है कि यह फास्टनिंग में मदद करता है पहले यह बहुत मुश्किल था क्योंकि हम पार्ट को पकड़ नहीं सकते थे और अब इस फ्लैप के कारण जो हमें दिया गया है हम उस हिस्से को पकड़ सकते हैं और असेम्बली को बहुत तेजी से कर सकते हैं तो यह चरण III विश्लेषण के आधार पर किया जाता है जो डिजाइन फॉर मॉड्यूलरिटी का हिस्सा है इस विशेष व्याख्यान में हमने जो देखा उसे एक बार फिर से समझने कि कोशिश करते है मॉड्यूल क्या हैं मॉड्यूलर डिजाइन क्या है फिर मॉडुलरिटी कि परिभाषा देखी डिजाइन फॉर मॉडुलरिटी क्या है डिज़ाइन फॉर मॉडुलरिटी को कैसे निष्पादित करते हैं तो ये विषय थेजिन्हें हमने समझा मैं छात्रों को एक कार्य देना चाहता हूँ और वह कार्य शर्ट और पैंट के निर्माण में मॉड्यूलर अवधारणा से संबंधित हैं इसलिए जब आप शर्ट और पैंट बनाने की कोशिश करते हैं तो कौन से अलग अलग मॉड्यूल होते हैं और फिर इस मॉड्यूल को करने से आपको क्या लाभ होता है इसका मतलब है यह कहने के लिए कि क्या आप मॉडुलरिटी का पालन नहीं करते हैं तो उस समय क्या होगा वहां क्या प्रदर्शन होने वाला है और वहां क्या खर्च होने वाला है और अगर आप इसे करते हैं तो यह कैसे किया जाएगा जब आप रसोई में किसी बर्तन को देखते हैं तो यह देखिये कि मॉडुलरिटी का पालन किस ढंग से किया जाता है मॉडुलरिटी की अवधारणा का उपयोग करें और उस बर्तन के आकार या फ़ंक्शन में सुधार करने की कोशिश करें इस अभ्यास को अपने खुद के लिए करने की कोशिश करें फिर आप यह देखने की कोशिश कर सकते हैं कि इस मॉड्यूलर अवधारणा का मैन्युफैक्चरिंग में क्या लाभ है